नमस्कार में आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं और आज के कारोबार की दुनिया में प्रबंध सेवाओं के समकालीन मुद्दों पर सत्र का यह हमारा 8 वां सप्ताह है इस स्तर पर मैं एक गहन चर्चा करना चाहता हूं ग्राहक संबंध प्रबंधन और संबंध विपणन के दर्शन पर अधिक व्यापक चर्चा जिस पर मैंने पिछले सप्ताह चर्चा शुरू की थी अब इससे पहले कि मैं सीआरएम या रिश्ते संचालित विपणन या संबंध उन्मुख विपणन के पूरे दर्शन पर पहुंचूं इसे सेवा व्यवसाय की समग्र रणनीति के परिप्रेक्ष्य में देखना महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक सेवा व्यवसाय के लिए रणनीति कैनवास पर चर्चा शुरू करूंगा इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि रक्षात्मक रणनीति आक्रामक रणनीति होगी दोनों प्रकार की रणनीतियों को एक ही समय में निष्पादित किया जा सकता है और यही कारण है कि हम अक्सर संगठनों में देखते हैं कि पोर्टफोलियो विभिन्न उत्पादों के पोर्टफोलियो विभिन्न सेवाओं के पोर्टफोलियो उत्पाद सेवा प्रणालियों के पोर्टफोलियो की यह अवधारणा है तो चाहे वह एक मोबाइल टेलिफोनिक कंपनी हो चाहे वह D2H कंटेंट डिलीवरी हो एंटरटेनमेंट कंटेंट डिलीवरी सर्विस हो चाहे वह होटल हो या फूड एंड बेवरेज सर्विस चाहे वह रेस्टोरेंट चेन हो किसी भी समय अलग अलग ब्रांड होंगे एक ही संगठन से आने वाले अलग अलग प्रस्ताव होंगे और जैसा कि आप बाई और पोर्टफोलियो ए के इस आरेख में देखते हैं हम उसी आरेख का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग हम एक व्यापार के जीवन चक्र की अवधारणा उत्पाद जीवन चक्र सेवा जीवन चक्र या उत्पाद सेवा प्रणाली जीवन चक्र के संबंध में कई बार पहले भी कर चुके हैं और यहां आपने पोर्टफोलियो ए देखा आपके पास तीन व्यवसाय या तीन ब्रांड या तीन प्रकार के सेवा प्रस्ताव हैं देर से विकास और परिपक्व बाजार के चरण में जिसका मतलब है कि उनमें से एक ई उच्च लाभ वाली पीढ़ियों के मालिक हैं और डी और सी पहले से ही पतन की ओर जा रहे हैं और ए बी पहले से ही पतन की स्थिति में हैं जाहिर है इस तरह के पोर्टफोलियो की तुलना करें दाहिने हाथ की तरफ पोर्टफोलियो बी बहुत अधिक पसंदीदा प्रकार की व्यवस्था है यहां आप देखते हैं कि ए एक प्रकार के परिपूर्णता क्षेत्र में है लेकिन बी एक उच्च लाभ क्षेत्र में है सी इस क्षेत्र में तेजी से आ रहा है और दो व्यवसाय हैं जो दूसरी तरफ के उभरते हुए व्यवसाय की तरह हैं इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं आप जल्द ही इसकी सराहना करेंगे क्योंकि इस कारण ही विभिन्न प्रकार के व्यापार एक ही व्यवसायिक घरानो से सामने आ रहे हैं विभिन्न प्रकार के ब्रांड एक ही सेवा व्यवसाय द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धी ब्रांडों को समझने की आवश्यकता होगी और हम देखेंगे कि सभी संयोजनों में आज प्रतिधारण ग्राहक प्रतिधारण और ग्राहक सिफारिश अधिक महत्वपूर्ण रूप से व्यवसाय की भलाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं व्यापक रणनीतियों के बारे में पहले की गई चर्चा को फिर से याद करने के लिए हम जानते हैं कि एक व्यापक रणनीति है जो भेदभाव से संबंधित है और हमने पहले भी चर्चा की है कि जब व्यापार प्रारंभिक चरण में है तो व्यापार भेदभाव का उपयोग मूल रणनीति के रूप में करके बढ़ता है जब व्यवसाय मुख्य धारा में जाता है और यह आगे बढ़ता है तो यह वह चरण होता है जहां इसकी संख्या अन्य प्रतियोगी पहले से ही जुड़ चुके होते हैं और इस स्तर पर भेदभाव से अधिक होता है क्या यह अधिक महत्वपूर्ण है कि लागतो को न्यूनतम लागत बिंदु पर उच्च नियंत्रण के साथ बनाए रखें ताकि सबसे कम लागत की स्थिति में अधिकतम गतिशीलता प्रदान की जा सके और हमने पहले भी चर्चा की है कि सबसे कम लागत की स्थिति परिचालन उत्कृष्टता से आती है तो जीवन चक्र आरेख का इस तीन प्रकार की सामान्य रणनीतियों के साथ उच्च संबंध है प्रारंभिक चरण में यह भेदभाव की स्थिति सुविधा चालित तकनीकी और सेवाओं में प्रक्रिया आधारित भेदभाव द्वारा उत्पन्न होती है अगले चरण में पार करने की स्थिति में परिचालन उत्कृष्टता को अधिक प्रदर्शित किया जाना चाहिए सेवाओं में सही पता चल जाता हैजैसा कि आप शुरुआती चर्चाओं से ही जानते हैं जो कि सामने अवस्था बाजार अवस्था बाजार अवस्था गतिविधियों और पीछे से जिसे हम प्रायः पीछे की अवस्था सामने की अवस्था कहते हैं तो यह संचालन है यह एक रेस्तरां की रसोई है और यह रेस्तरां का अगला हिस्सा है जहां सेवाएं दी जा रही हैं ग्राहक सेवा प्रदाताओं के संपर्क में है लेकिन हमने ठीक उसी तरह चर्चा की है जैसे कि एक रेस्तरां में रसोई से आने वाली सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक को प्रस्तुत करने में सेवा की गुणवत्ता इतनी जटिल रूप से जुड़ी होती है कि सेवा में हम देखते हैं कि परिचालन एक निर्बाध संबंध के रूप में एक से दूसरे में प्रवाह के रूप में बिना क्रम भंग के बिना अवरोध के विपणन कर रहे हैं सेवा व्यवसायों में उस अर्थ में हमें अक्सर विभेदन स्थिति और लागत स्थिति का प्रबंध करने की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि परिचालन उत्कृष्टता के साथ साथ एक संयुक्त तरीके से विशिष्ट विशेषताएं हमारे पास दोनों प्रस्ताव होने चाहिए सेवा व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हमारे पास दोनों क्षमताएं होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप सेवा व्यवसाय स्वाभाविक रूप से एक प्रकाश डालने की रणनीति के लिए खुद को तैयार करता है जिसका अर्थ है कि हम ग्राहक को ख़ास विशेषता और आकर्षक लागत आधारित अवसर प्रदान करते हैं और यह केवल तभी संभव है जब आप वास्तव में एक अनुभाग पर प्रकाश डाल रहे हों और यही कारण है कि उदाहरण के लिए यदि हम इस संगठन को लेते हैं जिसके संपूर्ण भारत में तीन अलग अलग प्रकार के रेस्तरां हैं और शायद अब अन्य देशों में उनके पास मैनलैंड चाइना नाम से चीनी रेस्तरां की एक श्रृंखला है उनके पास उपन्यास की एक श्रृंखला है बंगाली व्यंजन रेस्तरां जिसे ओह कलकत्ता कहा जाता है उनके पास भोज के लिए खानपान सेवाएं हैं और इसी तरह उनके पास छोटी पार्टियों के लिए कुछ होम डिलीवरी सेवाएं हो सकती हैं अब ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं और वे पहले से ही अन्य प्रकार की गतिविधियों में विस्तार कर रहे हैं हो सकता है कि वे पहले से ही विभिन्न अन्य प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए बातचीत कर सकते हैं हो सकता है कि कल वे बेकरियों की एक श्रृंखला खोलें हो सकता है कि वे आइसक्रीम पार्लर की एक श्रृंखला को खोल देंगे तो इसलिए यह होगा वे एक स्थिति में होंगे जो हम सिर्फ इतना है कि उनके पास ये ए बी सी डी ई विभिन्न प्रकार के ब्रांड एक ही बैनर के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा प्रस्ताव होंगे और जब वे इसे प्रबंधित कर रहे हैं तो प्रत्येक मामले में उन्हें अपने विभाग और उनके प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा जो उस विभाग पसंद और नापसंद से मेल खाते हैं परिणामस्वरूप क्या होता है कि विभिन्न व्यवसाय यदि आप यहां देखते हैं यदि हम उस अंश विकास बाजार अंश विकास सूचकांक को देखते हैं और यह बाजार की विकास दर है तो विभिन्न व्यवसाय अलग अलग स्थितियों मैं होंगे अब इस अंश विकास सूचकांक को समझना अच्छा है यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है यह प्रसिद्ध लेखक के मॉडल से आता है यह A जागरूक है इसका मतलब है आपके लक्षित ग्राहक आधार का कितना प्रतिशत वे आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं आपके प्रस्ताव के बारे में जानते हैं कितने वास्तव में पहले से ही कोशिश कर चुके हैं कोशिश करने वाले लोग कितने है जो आपकी परीक्षण जांच से गुजर चुके हैं विपणन आपकी सेवा तक पहुंच के लिए तैयार है और इसलिए क्रय का दोहराव जो हम देख रहे हैं जो एक और अभिव्यक्ति है या बल्कि एक निष्ठा अभिव्यक्तियो की संख्या इस एटीएआर की एक बहुसांस्कृतिक श्रृंखला के रूप में आती है उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हैं कि हमने क्या दिया है यदि आपके पास एक सेवा की पेशकश है और 60 प्रतिशत लोग उस विशेष सेवा ब्रांड के बारे में जानते हैं जो आप प्रदान कर रहे हैं और 40 प्रतिशत जागरूक नहीं हैं फिर जाहिर है इस 60 प्रतिशत से आगे जाने के लिए और 40 प्रतिशत का हिस्सा प्राप्त करना एक अच्छी प्राथमिकता है अब 60 प्रतिशत जो जानते थे 50 प्रतिशत यह सिर्फ कुछ काल्पनिक संख्या है लेकिन बहुत अच्छी संख्या है यही होता है तो इस 60 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत आपके रेस्तरां में जाने पर विचार कर सकते हैं आपके होटल में जा रहे हैं उस विशेष विदेश यात्रा अपने मोबाइल सेवा से ग्लोबल रोमिंग पैकेज वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो 50 प्रतिशत इस 60 प्रतिशत पर विचार करेंगे और 50 प्रतिशत जाहिर है वे विचार नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास अन्य विकल्प हैं विचार करने वाले 50 प्रतिशत में से शायद 60 प्रतिशत परीक्षण के बाद आपकी सेवाओं को बहुत अच्छा पाते हैं इसलिए वे पसंद करते हैं उन 60 प्रतिशत में से जो पसंद करते हैं और मान लेते हैं कि उनमें से 60 प्रतिशत के पास आपकी सेवाओं की उपलब्धता तैयार उपलब्धता है तो हम देख सकते हैं कि उनमें से दो तिहाई क्रय कर लेंगे अब आप देखते हैं कि क्या आप इन कारकों में वृद्धि करते हैं यह वही है जो यह आरेख दिखाता है हम केवल 72 प्रतिशत के साथ उतरते हैं इसलिए कुल भाग लेने योग्य बाजार में इस समय आपके पास केवल 72 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है जाहिर है अगर आप चाहते हैं तो इन आरेखों को देखकर आप एक बेहतर राजस्व की स्थिति है इसका मतलब है कि हम और अधिक मौजूदा बाजार की क्षमता में प्रवेश करते हैं बेहतर होगा कि हमें अधिक वित्तीय प्रत्यय प्राप्त हो और इसका आशय है कि प्रत्येक चरण में हमें हमारे पास मौजूद ग्राहकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा और उल्लेख के आधार पर नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए सिफारिश के आधार पर ग्राहक आधार को बनाए रखते हुए उसका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है तो आप देखते हैं कि अगर यह खेल पहले ही शुरू हो जाता है तो केवल 60 प्रतिशत लोग जागरूक होते हैं 40 प्रतिशत जागरूक नहीं होते हैं तो 60 प्रतिशत लोग जानते हैं मान लीजिए आप एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी हैं और आपने अभी एक विशेष योजना शुरू की है जिसके तहत यदि लोग विदेश यात्रा के दौरान आपके नंबर का उपयोग करना जारी रखते हैं तो वही संख्या जो वे भारत में आमतौर पर उपयोग करते हैं आप उन्हें सामान्य काफी उच्च रोमिंग वॉइस और डेटा उपयोग दर के बजाय एक विशेष पैकेज दर की पेशकश करेंगे और यह आप इसलिए करेंगे क्योंकि लोग क्योंकि उच्च उपयोग दर के कारण लोग मोबाइल तथा डाटा वॉइस सेवाओं का उपयोग करने के बजाए वे स्थानीय सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं जोकि भिन्न प्रकार के मूल्य वर्धित सेवा प्रदाता हैं इसलिए वोडाफोन या एयरटेल या एयरसेल जैसे मुख्य धारा सेवा प्रदाता या यदि वे आइडिया चाहते हैं तो वे अपने व्यवसाय के इस हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं जो आमतौर पर मैट्रिक्स और अन्य जैसे लोगों द्वारा छीन लिया जाता है फिर वे इस विशेष पैकेज का निर्माण करते हैं अब यदि यह विशेष पैकेज बनाते हैं और उनके मौजूदा ग्राहक आधार का केवल 60 प्रतिशत जो अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रवृत्त हैं तो वे जानते हैं जाहिर है वे पहले विपणन कार्य हैं पहला प्रबंधन कार्य इस नए प्रस्ताव के बारे में अपने ग्राहक आधार से अधिक लोगों को अवगत कराना है तो पहले आप किसी भी नई सेवा के लिए मौजूदा ग्राहक आधार को विकसित करने के महत्व पर ध्यान दें इसके अलावा अगर कुछ व्यवसायों में आप वास्तव में एक नए प्रवेशी हैं मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी तरह से स्थापित रेस्तरां श्रृंखला में पश्चिमी भोजन की पेशकश कर रहे हैं और अब आप चीनी भोजन में जाना चाहते हैं जैसे आप विशेष चीनी रेस्तरां खोलना चाहते हैं फिर आप महाद्वीपीय रेस्तरां श्रृंखला में एक रक्षात्मक रणनीति बना रहे हैं जहां आप पहले से ही एक नेता हैं लेकिन चीनी रेस्तरां श्रृंखला में आप वास्तव में अब एक आक्रामक मोड में हैं क्योंकि आप बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए बाजार में हिस्सेदारी का अधिग्रहण और अपनी वर्तमान बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखना जिसका मतलब है कि अपने वर्तमान ग्राहक अंश को बनाए रखना यह एक साथ होना पड़ता है आक्रामक पोर्टफोलियो रणनीति से हमारा मतलब है कि अधिक निवेश स्थिति में सुधार नए बाजार में प्रवेश इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया है वह कहता है कि एक बड़ी खाद्य और पेय कंपनी एक सेवा कंपनी है और वे अब हैं वे पिज्जा के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं उनके पास प्रसिद्ध पिज्जा श्रृंखला हो सकती है और अब वे एक चीनी रेस्तरां श्रृंखला खोलना चाहते हैं और इसका मतलब यह होगा कि उन्हें इस नए बाजार में प्रवेश के लिए उस स्थिति में सुधार करने के लिए निवेश करना होगा दूसरी ओर पिज्जा श्रृंखला में उनके पास रक्षात्मक स्थिति हो सकती है क्योंकि उनके पास पहले से ही 40 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हो सकती है जिसे उन्हें कुछ समय के लिए बनाए रखना होगा यदि वह विशेष व्यवसाय उदाहरण के लिए गिरावट मोड में है जैसा कि हमने इस आरेख में देखा कि यह व्यवसाय है जो कि इन गिरावट मोड में है इनमें से व्यवसाय गिरावट की स्थिति में है फिर आपको ये करना पड़ सकता है जिसे हम परिणाम कहते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी आय को वहां से अधिकतम करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस व्यवसाय से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जब तक कि आप उस व्यवसाय में आपको सकारात्मक लाभ मिलता रहेगा आप उसे जारी रखते हैं इसलिए एक समय पर हम यहां देख सकते हैं कि यह क्षेत्र आक्रामक रणनीति है यह क्षेत्र है जहां आक्रामक और रक्षात्मक अक्सर एक साथ आ सकते हैं यह स्थान है जहां वास्तव में रक्षात्मक रणनीति अधिक प्रचलित है और यदि आपके पास अलग अलग व्यवसाय या अवस्थाएं हैं तो आपको इस विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को एक साथ प्रबंधित करना पड़ सकता है यह एक अच्छा मैट्रिक्स है जहां हमारे पास एक तरफ वाई एक्सेस है हमारे पास बाजार का आकर्षण है और एक्स एक्सेस पर हमारे पास प्रतिस्पर्धी स्थिति है इसलिए स्पष्ट है यदि आप इस तरह की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की तरह हैं तो यह 100 के पैमाने पर है इसलिए इसका मतलब है कि आप प्रतिस्पर्धी रूप से बहुत मजबूत हैं और इसलिए यदि आप प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बहुत मजबूत हैं और यह बाजार बहुत आकर्षक है और आपका प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बहुत मजबूत है इसलिए आपको अपनी बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखना होगा जिसका अर्थ है कि आपके पास एक रक्षात्मक रणनीति होनी चाहिए और आपको एक आक्रामक रणनीति भी बनानी पड़ सकती है क्योंकि आपको यह देखना होगा कि कुछ समय के लिए आक्रमण सबसे अच्छा बचाव है इसलिए आपको यहाँ विकास के एक मोड में रहना होगा दूसरी ओर यदि आप यहां हैं कि इस बाजार में आपकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर है और आपका बाजार आकर्षण भी कमजोर है तो यह एक ऐसा बाजार है जिससे बाहर निकलना बेहतर है लेकिन हो सकता है कि यह बाहर निकलने के लिए बेहतर है पर आप इससे बाहर न निकल सकें क्योंकि यह एक बहु स्तरीय पेशकश में एक भाग है जो आपके पास है और इसलिए आपको इसकी आवश्यकता है लेकिन यहां आप एक रक्षा रणनीति अपनाएंगे जिसका अर्थ है कि आप अपने बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे लेकिन आप अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने का प्रयास करेंगे जो आपके पास है इसलिए यह देखें कि मैं उस ग्राहक आधार का जिक्र कर रहा हूं ग्राहक किसी भी परिस्थिति में पहले से ही आपके साथ थे चाहे वह यहां हो या चाहे वह यहां के प्रक्षेप पथ के दौरान हो आपको उन्हें बनाए रखना होगा प्रतिधारण और अधिग्रहण की रणनीति के बिना अधिक से अधिक नए ग्राहक हैं जबकि मौजूदा ग्राहक की उत्कृष्ट देखभाल नहीं करना आज के सेवा व्यवसाय में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण रणनीति है और आज सेवा व्यवसाय में क्यों क्योंकि हम पहले से ही सेवा व्यवसायों पर चर्चा कर चुके हैं सेवा व्यवसाय में प्रवेश बाधा कम है ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सेवा व्यवसायों के लिए बहुत खुले हैं इसलिए हमेशा लगभग हमेशा एक अत्यंत हाइपर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में है तथा यही कारण है कि वे लगातार दबाव में हैं और इस वजह से उन्हें अपने ग्राहकों को बनाए रखना चाहते हैं इसलिए आक्रामक रणनीति का मतलब होगा कि यह अलग अलग चीजें बाजार हिस्सेदारी बढ़ाती हैं क्योंकि हम प्रति ग्राहक बढ़ते राजस्व पर चर्चा कर रहे थे नए बाजार भाग में प्रवेश करें इन सभी की बाजार में मांग का विस्तार करें और नए बाजार विकास के नए स्रोत हैं और प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करने के लिए और मूल्य प्रीमियम प्राप्त करने के लिए एक आक्रामक रणनीति है लेकिन इस बात पर फिर से प्रकाश डालते हुए कि जब आप नए बाजार में जाने की कोशिश कर रहे हों तब भी इस मामले में ग्राहक प्रतिधारण फिर से एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल तब होता है जब आपके पास अच्छी प्रतिधारण रणनीति होती है जब आप अपने वर्तमान ग्राहक आधार की पूरी तरह से रक्षा कर रहे होते हैं तो आपका शुद्ध विपणन योगदान होगा यह स्पष्ट हो जाएगा इस अगले आरेख से कि यदि आप समय के किसी भी संचलन में देखते हैं तो आपके पास एम 1 एम 2 एम 3 हो सकता है यह वह जगह है जहां आप एक परिपक्व बाजार में अपने उच्च अंश की स्थिति की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं एम 2 एक धीमी गति से विकास के बाजार में बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए निवेश कर रहा है M3 एक तेजी से विकास के बाजार में बाजार हिस्सेदारी की रक्षा करता है M4 एक अनाकर्षक बाजार में हिस्सेदारी का परिणाम है इसलिए यह एक नकारात्मक शुद्ध विपणन योगदान के रूप में है और इसका मतलब है कि ये जो प्रतिधारण संबंध पर निर्भर हैं विपणन आधार रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है ताकि इसके प्रभाव की उपेक्षा की जा सके इसलिए रणनीतिक उद्देश्य निश्चित रूप से है हम सभी के लिए सकारात्मक शुद्ध बाजार योगदान है लेकिन वास्तव में यह है कि कुछ नकारात्मक शुद्ध विपणन योगदान होगा और इसलिए उन बाजार खंडों जहां आपके पास मौजूदा ग्राहक का आधार है वर्तमान ग्राहक का प्रतिधारण ही महत्वपूर्ण है रक्षात्मक विपणन चरण में जाहिर है जहां आप फिर से अपनी स्थिति की रक्षा या अनुकूलन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रतिधारण पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो यह स्लाइड हमें बताती है कि यह एक बहुत ही रोचक स्लाइड है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां तीनों चित्र लगाए गए हैं इसका मतलब है कि बाजार में प्रति यूनिट डॉलर या रुपए या यूरो प्रति यूनिट और विपणन और बिक्री व्यय की मांग है तो सेवा व्यवसाय जीवन चक्र के उत्पाद के इस स्तर पर यह आपकी उच्च वृद्धि दर में है और आप हैं जाहिर है आपके पास एक बाजार की मांग बढ़ रही है इसलिए आपको उस गति या तेजी से जाना होगा इसलिए आपका उद्देश्य बाजार में हिस्सेदारी का होना अवश्य है लेकिन यह एक ऐसा चरण है जहां प्रति यूनिट मूल्य कम हो रहा है क्योंकि इस प्रतिस्पर्धी दबाव के कारण इसमें आने वाले कई लोग सामान्य सुविधा है तो बस मोबाइल सेवा व्यवसाय या डीटीएच टीवी सेवा व्यवसाय को देखें और इसी तरह आप महसूस करेंगे लेकिन जैसा कि अधिक से अधिक प्रतियोगि बाजार में आते जा रहे हैं तो वस्तुओं की मांग बढ़ रही है बाजार बढ़ रहा है लेकिन प्रति यूनिट कीमत वास्तव में गिर रही है इसलिए आपको आपकी प्रति यूनिट लागत को भी कम करने की आवश्यकता है ताकि आप इस अंतर को बनाए रखें और उस अंतर को बनाए रखने के लिए शुद्ध बाजार योगदान के उस मार्जिन को बनाए रखने के लिए जैसा कि हम आपके बारे में लेते हैं आपको लागत वक्र के नीचे इस ढलान को प्रबंधित करने के लिए परिचालन उत्कृष्टता की आवश्यकता है इसलिए आप आसानी से मूल्य कमी अवधि की गणना करने में सक्षम हैं और विपणन और बिक्री व्यय भी वास्तव में हैं फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे ही उनमें भी वृद्धि होती हैं इसलिए यह शुद्ध बाजार योगदान जो कि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख तत्व है आपके मौजूदा बाजार आधार की अच्छी ठोस सुरक्षा पर अत्यधिक निर्भर है और जैसा कि आप देखेंगे कि हमने पिछले सप्ताह की चर्चा में कुछ चर्चाएँ देखीं कि जैसे जैसे आप अपने ग्राहक को बनाए रखते हैं ना केवल आपको आधारलाभ प्राप्त होता रहता है बल्कि बिना किसी अधिग्रहण की लागत के आप उससे वर्ष दर वर्ष लाभ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको रेफरल के माध्यम से वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं वे आपके चैंपियन बन जाते हैं और इसलिए अपने ग्राहक को आपके लिए बाजार में लाने की स्थिति प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के लिए अपनी सेवाओं का संदर्भ दें यह एक रणनीतिक स्थिति के प्रबंधन की कुंजी होगी वहां जहां बड़ी संख्या में व्यवसाय विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे कुछ पैसे का अवलोकन करेंगे और कुछ अधिशेष को रिहा करेंगे और समग्र रूप से प्रबंधन और एक सकारात्मक शुद्ध विपणन योगदान करेंगे जब आप नए ग्राहकों को वर्तमान परिचालन का विस्तार परिचालन नए बाजारों में लाने की आक्रामक रणनीति से इनकार कर रहे हैं तो रक्षा रणनीति प्रतिधारण रणनीति पर आपका अच्छा ध्यान होना चाहिए और यहां तक कि वे अगले व्याख्यान में देखेंगे कि हम अपने मौजूदा ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं हमारे मौजूदा संबंध एक नई गतिविधियों में कम लागत वाले प्रवेश की शक्ति के साथ कम लागत वाले प्रवेश का लाभ उठाने के लिए हैं